नमस्कार अब हम प्रबंध सेवाओं के समकालीन मुद्दों पर हमारी बातचीत के सप्ताह 6 में हैं सप्ताह संख्या 5 का समापन करते हुए पिछले सत्र में मैंने आपके लिए एक सवाल उठाया था और वह यह था कि मुंबई के डब्बावालों ने आज से 5 साल बाद मे प्रासंगिक बने रहने के लिए क्या करेंगे अब जब भी किसी व्यवसाय में हम हैं ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे कि आज हम कहां है हम प्रतिस्पर्धा के खिलाफ कैसे खड़े है हमारी वर्तमान बाजार हिस्सेदारी क्या है ग्राहक आज हमारी सेवाओं को कैसे देखते हैं या जब हम इस तरह के सवाल उठाते हैं तो हमें अपनी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए या अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अधिक ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए जब हम इस तरह के सवाल उठाते हैं तो हम रणनीति के दायरे में होते हैं इस सप्ताह के दौरान जब हम मूल्य निर्धारण जैसे सेवाओं के प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं तो हम पहले रणनीति के संबंध में कुछ मूलभूत विचारों की समीक्षा करेंगे हम अपने सेवा व्यवसायों में आज और कल के लिए आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे और फिर हम देखेंगे कि व्यापार के विभिन्न तत्व कैसे हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की है जैसे सेवाओं में लोग सेवाओं में प्रक्रिया सेवा व्यवसायों में प्रचार और हम इस सप्ताह अगले हफ्ते मूल्य निर्धारण और अन्य कुछ रणनीतिक कुछ सामरिक मुद्दों के बारे में जो हम आज और कल की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए रणनीति मौलिक रूप से यह एक योजना है हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रूप से यह मौजूद है जाहिर है कई स्तरों पर यह पूरे संगठन व्यवसाय के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को समाहित करता है यह हमें विकल्प अच्छी पसंद बुद्धिमान विकल्प बनाने में मदद करता है क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली समझ है कि हमारे पास रणनीति में हमेशा बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के बारे में है और यह बिंदु बदलता रहता है क्योंकि इस वर्तमान स्थिति पर अभिनय करने वाली अलग अलग ताकतें हैं हम जल्द ही इस पर चर्चा करेंगे और इसी तरह गतिविधियां प्रतिस्पर्धी गतिविधियां प्रौद्योगिकी परिवर्तन आर्थिक नीति में बदलाव सामाजिक प्राथमिकता में बदलाव और इसी तरह इसके परिणामस्वरूप सभी प्रकार की दिशाओं में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी हैं तो बिंदु A एक स्थानांतरण बिंदु है बिंदु B एक स्थानांतरण बिंदु है इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि रणनीति एक A से B प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह एक बदलती स्थिति है इसलिए परिणामस्वरूप यह वास्तव में कुछ हद तक विकसित होने वाली जड़ हो सकती है जैसे कि जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हम आम तौर पर जानते हैं कि पहाड़ी शीर्ष कहां है लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कभी कभी कोई भूस्खलन हो सकता है कभी कभी हो सकता है कि कुछ लोग सड़क पर पॉट छेद जानते हों और कुछ हो सकते हैं आप रुकावट जानते हैं हो सकता है कि कुछ गायें सड़क पार कर रही हों इसलिए आपको प्रबंधन करना होगा और यह वह जगह है जहां प्रबंधन की भूमिका आती है विकसित स्थिति का प्रबंधन करें और उपलब्ध सर्वोत्तम मार्ग का प्रबंधन करें और इसलिए इसका मतलब है कि जैसे ही स्थिति में बदलाव होगा स्थितियों में परिवर्तन के अनुसार विकल्प चुनने होंगे इसलिए रणनीतिक सोच जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है मुझे लगता है कि इस बातचीत सत्र की शुरुआत से ही हम सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं पूरी तस्वीरों को देख रहे हैं बड़ी तस्वीर के साथ साथ सूक्ष्म तस्वीर भी देख रहे हैं और इसलिए रणनीति सिस्टम के नजरिए से देख रही है यह देखने की क्षमता है कि क्या है और यदि विश्लेषण किया जाए तो क्या हो सकता है तो उस भाग का विश्लेषण यहां किया गया है अगर क्या है तो इसके जवाब में विश्लेषण किया जाता है इसका मतलब है कि स्थिति में प्रत्याशित परिवर्तन और इस तरह से हम जो है उससे जाना जाता है यह एक बिंदु है कि क्या हो सकता है यह बिंदु बी है और जैसा कि हमने चर्चा की है कि यह एक धुंधली स्थिति है यह भी एक धुंधली स्थिति है अब हमें कुछ ज्ञात या पारंपरिक या वस्तुओं पर नजर डालते हैं जो आपको किसी भी पाठ्य पुस्तक में मिलेंगी जिसमें रणनीति किसी तरह की दृष्टि से शुरू होती है जहां आप वह होना चाहते हैं जो आमतौर पर अपहरण के एक उच्च स्तर पर बताई गई है तो यह कई अलग अलग उद्देश्यों के शीर्ष स्तर के लिए एक संश्लेषित दृश्य है लेकिन फिर इसके साथ काम करने के लिए उस दृष्टि को महसूस करने के लिए हम आम तौर पर एक मिशन निर्धारित करते हैं एक संगठन यह स्पष्ट करता है कि वह अपने ग्राहकों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है अब यह नए प्रकार की सोच है पहले जैसा कि आप उन विचारों को देखेंगे जहां मुख्य रूप से वित्तीय और फिर रणनीतिक इसका मतलब है कि परिणाम जो अधिक प्रतिस्पर्धा और लंबी अवधि के बाजार की स्थिति में परिणाम देगा लेकिन आज हम इसकी शुरुआत करते हैं कि संगठन ग्राहकों के लिए आगे क्या कर सकता है यह इस तरह के किसी भी उच्च स्तर के प्रबंधकीय विचार का एक प्रारंभिक बिंदु और समाप्ति बिंदु है तो यह लक्षित व्यावसायिक स्थिति है कि हम इस बिंदु बी के रूप में चर्चा कर रहे थे कि हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारी सबसे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है जिस तरह के संसाधन हमारे पास हैं जिस तरह की दक्षताओं को देखते हुए इसलिए आप देख सकते हैं यह अंदर और बाहर की संवादत्मक प्रक्रिया की तरह है बाहर का मतलब है कि हम बाहर की स्थिति को देखते हैं और बाहर के साधनों को हम अपनी आंतरिक दक्षताओं को देखते हैं आदि इसलिए कभी कभी रणनीति साहित्य में इन्हें दो अलग अलग दृष्टिकोणों के रूप में चित्रित किया जाता है एक जिसे हम रणनीति के एक दृश्य को कहते हैं इसका मतलब है हम जहां हैं और जहां हम होना चाहते हैं और एक और रणनीति का संसाधन दृष्टिकोण है इसका मतलब है हमारी क्षमताओं के बारे में सोचें इसलिए कुछ लोगों ने इन योगों को उच्च की तरह विकसित किया है जो कि आपके पास एक मिशन है जैसा कि आप यहां देखते हैं और फिर इसलिए उस मिशन से आपके उद्देश्य हैं इसलिए यह उद्देश्य है इस तरह मिशन को प्रदर्शन लक्ष्य में परिवर्तित करना है और फिर उसमें से रणनीति और युक्ति आती है अब एक वैकल्पिक सूत्रीकरण है जो कि लागत है जो कि आपकी क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को आपके अवसरों से मिलाते हैं और वहीं से आप अपनी रणनीति और अपनी युक्ति तैयार करते हैं अपनी रणनीति और युक्ति विकसित करते हैं अब आज मैं कहूंगा कि वास्तव में ये या तो नहीं हैं या दृष्टिकोण नहीं हैं बल्कि दोनों दृष्टिकोण प्रासंगिक होंगे लेकिन दोनों का महत्व है तो अब मैं कहूंगा कि यह उच्च जोड़ y में लागत में x है इसलिए यह x और y मान बदल सकता है इसलिए एक निश्चित प्रकार की स्थिति में एक निश्चित प्रकार के संगठन के लिए या उच्च अन्य मामलों में कुछ का महत्व अधिक हो सकता है इसलिए अगर इस x को MOST प्लस y में यह हाइलाइट करने के लिए एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति की तरह है कि दोनों दृष्टिकोणों के सापेक्ष महत्व का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है इसलिए उस विश्लेषण से यह पता चलेगा कि हमें किस तरह से MOST और COST के मिश्रण को तैयार करना चाहिए आम तौर पर या लोकप्रिय रूप से उद्देश्यों को इस तरह परिभाषित किया जाता है जिससे प्रति वर्ष 10 से 15 प्रतिशत की आय में वृद्धि होती है या इक्विटी निवेश पर वापसी को अक्सर आरओआई कहा जाता है 2 साल में 15 से 20 प्रतिशत या ऐसा कुछ जिसमें से हम 3 साल में 18 से 22 प्रतिशत तक बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने या 2018 15 17 तक ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर अपने प्रतिद्वंद्वियों को लेने के लिए कुछ हासिल कर सकते हैं 2000 तक प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम समग्र लागत को बनाए रखें इसलिए एक अस्थायी पहलू समय पहलू है जिसके द्वारा आप किस समय तक इसेप्राप्त करना चाहते हैं इसलिए जब हम इस तरह के रणनीतिक बयानों पर आते हैं तो इस स्लाइड पर प्रकाश डाला गया है कि आमतौर पर हम स्पष्ट फुर्तीली संख्या और समय को निर्दिष्ट करना चाहते हैं इसलिए हम जानते हैं कि इस समय तक आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं फुर्तीली अभी जाहिर है यह एक उच्च स्तर का लक्ष्य है हमें इसे विशिष्ट कार्यों में अनुवाद करना होगा और जब आप जानते हैं कि आपकी रणनीति एक सामरिक योजना एक वार्षिक योजना 2 साल की योजना या 3 साल की योजना और इसी तरह आगे बढ़ती है एक समय में लोग 5 साल की योजना बनाते थे इन दिनों जो केवल सामान्य लक्ष्य सेटिंग का एक प्रकार हो सकता है लेकिन वास्तव में 5 साल अब विवरण में सब कुछ वर्तनी के लिए बहुत लंबा है इसलिए आम तौर पर इन दिनों हम 1 से 2 साल की विस्तृत योजना करेंगे जिसे हम हर तिमाही की समीक्षा करेंगे लेकिन हमारे पास एक प्रकार का लक्ष्य कुछ हो सकता है जहां हम अब से 5 साल में होना चाहते हैं लेकिन इसके बजाय सामान्य रूप से पारंपरिक रणनीति के साथ शुरू करने के बजाय जिसका अर्थ है कि वित्तीय संख्या और एक निश्चित बाजार हिस्सेदारी आदि उन्मुख संख्या के संदर्भ में इसका मतलब है मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ग्राहकों को संतुष्ट करना शुरू करना बेहतर है और मैं कहूंगा कि संतुष्ट न हों अपने वर्तमान ग्राहकों और भविष्य के ग्राहकों को कैसे प्रसन्न करें मैं कहूंगा कि रणनीति हमें इस बिंदु पर शुरू करनी चाहिए अगर हम इस तरह से सोचते हैं जिसका अर्थ है कि ये सेट सामरिक सेट के वित्तीय सेट को इस सेट के साथ बातचीत करना चाहिए इसलिए गुणात्मक सेट और मात्रात्मक सेट ग्राहक प्रसन्न पहलुओं और वित्तीय संख्याओं को संतुलित होना चाहिए संतुलित स्कोरकार्ड की एक अवधारणा है जहां हमने इसलिए संतुलन बनाने की कोशिश की इस तरह के बाजार के उद्देश्य या आंतरिक मानव संसाधन उन्मुख के साथ बाहरी उद्देश्य स्थिति विश्लेषण और उद्देश्य और यह कि बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए वित्तीय लक्ष्यों संख्या उन्मुख लक्ष्यों को सक्षम लक्ष्यों लोगों और सेवा व्यवसाय विशेषकर सेवा कर्मचारी खुशी लक्ष्यों के साथ संवादIत्मक होना चाहिए जो ग्राहकों को प्रसन्न लक्ष्यों के लिए जोड़ देगा इसलिए ग्राहक प्रसन्नता को सेवा के व्यवसाय में वास्तविक रणनीतिक उद्देश्य होना चाहिए हमें भविष्य के ग्राहकों की आवश्यकता है लेकिन जैसा कि हमने पहले के कई सत्रों में चर्चा की है कि सेवाओं के व्यवसाय में हमारे वर्तमान ग्राहकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं यह मार्केट शेयर के बजाय वॉलेट शेयर या ग्राहक बुद्धि शेयर की रणनीति है इसलिए हमें पहले यह देखना चाहिए कि हम अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए और क्या कर सकते हैं ताकि हम उन्हें अपनी मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा बनाने के लिए अपना अधिवक्ता बना सकें और यह वह विषय है जिस पर हमने बार बार चर्चा की है यह ग्राहक और सह का सह चयन है ग्राहक के साथ हमारी रणनीति के अनुसार हमने कई बार चर्चा की है और आज के सेवाओं के कारोबार में इसका महत्व है और इससे भविष्य के ग्राहकों के लिए हमारी रणनीति बन सकती है क्योंकि ग्राहक अब हमारी मार्केटिंग टीम का हिस्सा है इसलिए पहले वर्तमान ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें जिससे भविष्य के ग्राहक पैदा होंगे और हम उन्हें कैसे प्रसन्न करेंगे और भविष्य के ग्राहकों के लिए इस तरह की वृद्धि संगठनात्मक क्षमता का विस्तार प्राकृतिक विकास से आ सकता है इसका मतलब है कि निश्चित रूप से व्यापार के भीतर बुनियादी ढांचे में वृद्धि करके अपनी स्वयं की दक्षताओं को विकसित करने से यह अधिग्रहण द्वारा अप्राकृतिक विकास के रूप में जाना जाता है लेकिन सेवाओं के कारोबार में फिर से एक तर्क हो सकता है और यह कई व्यवसायों में काफी प्रासंगिक है लेकिन कुछ व्यवसायों में यह अलग हो सकता है कि प्राथमिक विकास आंतरिक विकास जैविक विकास पर होना चाहिए लेकिन बदलती स्थिति के जवाब में कभी कभी अधिग्रहण महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अगर बाजार आंतरिक रूप से विकसित होने की आपकी क्षमता की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है फिर भले ही आप संतोषजनक ढंग से बढ़ रहे हों शायद आप बाजार की स्थिति के हिसाब से नीचे खिसक रहे हों उस मामले में एक अधिग्रहित कंपनी बनाना या संबंधित कंपनी के साथ विलय करना महत्वपूर्ण हो सकता है या कभी कभी संयुक्त उद्यम बना सकते हैं और इसी तरह ये विवरण हम बाद के सत्रों में गठबंधन और नेटवर्क बनाने के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करेंगे और अन्य लेकिन जब हम आपके नए अवसरों को भुनाने के सर्वोत्तम तरीके ढूंढना चाहते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपने वर्तमान ग्राहकों को अधिक से अधिक कैसे प्रसन्न करें इसलिए कि हम सेवाओं के व्यवसाय में एक मजबूत और मजबूत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवाओं के व्यापार में प्रवेश के लिए बाधा कम है एक और प्रतियोगी आसानी से आपकी स्थिति ले सकता है उत्पाद व्यवसाय के विपरीत कम कानूनी हथियार हैं जो आप अपने वर्तमान बाजार की स्थिति की रक्षा करना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने वर्तमान ग्राहकों को प्रसन्न करने की अपनी क्षमता पर निरंतर सुधार करने के लिए उत्कृष्ट बने रहने के लिए उत्कृष्ट होना चाहिए इसलिए कि वे आपके साथ हैं वे नई प्रबंधन प्रक्रियाओं संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं और वे आपको बता रहे हैं कि नए ग्राहक कैसे प्राप्त करें तो ग्राहक वृद्धि के लिए आपके साथ ड्राइविंग सीट साझा करता है इसलिए ग्राहक के लिए रणनीतिक स्थिति को आकार सेवा व्यवसाय के संपर्कों में गहराई से लिखा गया है इसलिए मंत्रणा कक्ष में ग्राहकों की तरह शीर्षक हैं इसलिए इसका मतलब है कि आज ग्राहक सिर्फ सरल इनपुट नहीं हैं आप निश्चित रूप से जानते हैं कि जब आप अभियान कर रहे होते हैं तो आप रणनीतिक स्तर पर ग्राहक निवेश कर रहे होते हैं पॉलिसी बनाते समय स्तर बोर्ड स्तर पर आप आज एक अच्छे सेवा व्यवसाय में ग्राहक का साथ दे रहे हैं इसलिए हम इस स्लाइड के साथ निष्कर्ष निकालेंगे जो सामरिक सोच के घटकों दृष्टि विश्लेषण को दिखाता है सिस्टम परिप्रेक्ष्य के साथ दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित हो सकता है लेकिन हमें अतीत और वर्तमान के संदर्भ में सोचना होगा इसलिए वर्तमान और भविष्य लेकिन वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण है पहले हम अक्सर सोचते थे कि रणनीतिक सोच भविष्य की सोच के बारे में है लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि आज एक सेवा व्यवसाय में जोर आपके वर्तमान के साथ शुरू होगा आपके वर्तमान ग्राहक के साथ शुरू होगा अपनी वर्तमान स्थिति के साथ शुरू करें और देखें कि आप उस स्थिति को कैसे अनुपलब्ध बना सकते हैं तो आपके पास एक आक्रामक बाजार रणनीति हो सकती है लेकिन किसी भी तरह से आप वास्तव में उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और मैं कहूंगा कि आपको अपनी वर्तमान स्थिति के लिए उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए और मैं इसे रक्षात्मक स्थिति नहीं कहूंगा मैं इसे अवधारण स्थिति समेकन कहूंगा स्थिति जो आपकी रणनीतिक सोच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह कुछ ऐसा है जो आज के व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण है सेवा व्यवसायों में व्यवसाय प्रवेश बाधा कम है किसी भी अच्छे क्षेत्र में कई प्रतियोगी हैं आज ई सेवाओं के बढ़ते उदाहरण हैं जैसे कि हम उन डब्बावालों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे जिन्हें आप जानते हैं कि फूड पांडा या ज़ोमैटो जैसे संगठन हैं या इतने पर उनमें से कई आ रहे हैं और इसलिए लगभग हर सेवा व्यवसाय कुछ खंडित है या आपके मौजूदा बाजार की स्थिति से वर्तमान बाजार संरचना से थोड़ी दूर स्लाइस लेने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धी दबाव है इसलिए लोग छिल रहे हैं चिपके हुए हैं इसलिए वे हमेशा आला खिलाड़ी पर हमला करते हैं कभी कभी आपके सहयोगी हमला कर रहे हैं कभी कभी आपके आपूर्तिकर्ता शायद आपकी वर्तमान स्थिति पर हमला कर रहे हैं इसलिए बुद्धिमान अवसरवाद के लिए रणनीतिक सोच विकसित करना रणनीतिक सोच के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है सेवा व्यवसाय के संदर्भ में रणनीति के बारे में कुछ और मुद्दों पर चर्चा करते हैं अगले सत्र में और फिर हम इस पूरे मुद्दे पर फिर से रणनीतिक या बुद्धिमान अवसरवाद के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यह मूल्य निर्धारण के लिए एक बहुत अच्छा प्रतिमान है सेवा संदर्भ जो हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे